इसलिए आज हम 3 फेस की कैपेसिटेंस को डबल सर्किट लाइनों के साथ शुरू करेंगे इसलिए इस बात पर वापस आते हैं कि इस चीज को हमने इंडक्टेन्स के साथ साथ उस कैपेसिटेंस के लिए भी देखा है यह मानते हुए कि लाइनें ट्रांसपोज्ड हैं तो यह पहले ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन है यह दूसरे ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन है और यह आरेख तीसरे ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए है तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इस व्यवस्था को हमने पहले सब कुछ देखा है सभी दूरियाँ दी गई है जो a b c है और यह abc है जो पहले ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए है दूसरा 1 आपका a b c और आपका abc है तीसरा ट्रांसपोजिशन साइकल abc और यह आपका abऔर c है इसलिए सभी दूरियों को यहां चिह्नित किया गया है बाद के लिए भी जो मैंने दिया है कि a से c d1 है a से b d2 है और b से a d3 है और b से b d4 है और a b a b और साथ ही b से c तक दूरी सिमेट्री से बराबर है यह d है और समान d हर जगह है तो 3 खंड आपके 3 फेस डबल सर्किट लाइनों को स्थानांतरित करते हैं अब आपकी समझ और आपकी सभी चीज़ों के लिए दूरियां चिह्नित की जाती हैं वास्तव में d1d2 सेक्शन 1 के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए वास्तव में इन सभी मामलों के लिए बस आसान समझ के लिए मैंने सब कुछ चिह्नित किया है कि d1dac d2dab d3daa d4dbb और d5 dac के बराबर और कैपिटल Ddab dbc इसी तरह सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए सभी दूरियां चिह्नित हैं अब प्रत्येक फेस कंडक्टर अपने समूह के भीतर स्थानांतरित होता है इसलिए इस समूह के भीतर इन कंडक्टरों को केवल यहीं और यहीं पर ट्रांसपोस्ड किया जाता है तो डबल सर्किट लाइन यह है इसलिए ग्राउंड और शील्ड वायर के प्रभाव को उपेक्षित किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव नगण्य है तो इस मामले में पर फेस इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल के लिए है Can00242log DeqDs सामान्य रूप से माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर आप जानते हैं log Dr लेकिन एक ऐसा है कि यह आपकी डबल सर्किट लाइन 3 फेस डबल सर्किट लाइन है तो यह मूल रूप से log DeqDs माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर है यह समीकरण 35 है और यह हमने पहले देखा है आगे आपको केल्क्युलेट करना है DeqDs आपको केल्क्युलेट करनी होगी Deq और आपको Deq और Ds को केल्क्युलेट करना होगा इन 2 केल्क्युलेशन को करना होगा तो इस मामले में Deq आप जानते हैं कि पहले हमने इंडक्टेन्स के लिए देखा है और कैपेसिटेंस के लिए भी समान है DeqDabDbcDca13 Ds स्वयं के बराबर है GMD DsaDsbDsc13 यह समीकरण 36 और यह 37 के रूप में चिह्नित है अब Dab Dab वास्तव में dabdabdab dab सिर्फ एक मैं दिखा रहा हूँ कि आपका Dab Dab a से b के बराबर है इसका मतलब है कि D वह है जो आपका Dab तब d a b है इसलिए dab फिर अपका dab so dab और dab और dab इसकी शक्ति 1 भागित 4 है क्योंकि 4 दूरियां हैं तो मूल रूप से सिमेट्री से Dd2 Dd212 के बराबर है इसी तरह आप इसी तरह से Dbc केल्क्युलेट करते हैं Dbc भी 12 बन जाएगा आप ab bc ab bc सिमेट्री से लिख सकते हैं वह आधा होगा लेकिन ac Dab होगा bccaca ca होगा वही बात होगी ca एक ही बात होगी dcadca बस सभी 4 कोंबिनेशन्स को यहां पर लें तो dca dca और dca इस ट्रांसमिशन साइकल से केवल एक इस आकृति से केवल 1 भागित 4 की शक्ति है जो वास्तव में d5 d1d5d1 आएगा जो वास्तव में 2212 है तो Dab DbcDca आपको मिल गया है अब यह Dab Dbc और Dca आप इस एक्स्प्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते है जो समीकरण 35 है यदि आप ऐसा करते हैं तो Deq बन जाएगा 121212 पुरे की शक्ति एक तिहाई तो इसके बराबर है D की शक्ति 1 तिहाई फिर d2 की शक्ति 1 तिहाई फिर d1 की शक्ति 16 और d5 की शक्ति 16 ठीक है तो यह वास्तव में समीकरण 38 है इसी तरह Dsa आप स्वयं केवल सिमेट्री से लें r गुणित d3 क्योंकि आप अपने जिसे आप Dac कहते हैं r गुणित d3 की शक्ति 12 होगा Dsb आपकी यह बात r d4 की शक्ति 12 होगी और Dsc r d3 की शक्ति 12 सिर्फ 1 मिनट में होगा तो सिमेट्री से आप यह सब बना सकते हैं जिसे आप सभी केल्क्युलेशन कहते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप 4 संयोजनों r d3 गुणित r d3 में ले जाते हैं तो की शक्ति ¼ आ जाएगी अंततः r d3 की शक्ति ½ हो जाएगी Dsb r d2 की शक्ति ½ हो जाएगी और Dsc r d3 की शक्ति ½ हो जाएगा तो इसलिए एक बार आप DsaDsb और Dsc इन सभी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो आपको मिल गए हैं तो आपका Ds DsaDsbDsc13 हो जाएगा तो इन सभी 3 एक्स्प्रेशन को सब्स्टिट्यूट करें यदि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका यह एक Ds1212rd3 की शक्ति 13 होगा तो यह वास्तव में r की शक्ति ½ आ रहा है फिर d3 की शक्ति 13 d4 की शक्ति 16 यह समीकरण 39 है इसलिए यदि आप यह ट्रांसपोज़िशन साइकल देखते हैं तो यह Deq और Ds सेक्शन 2 के लिए समान रहेंगे और सेक्शन 3 में केवल कंडक्टर की स्थिति बदल रही है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन समान ही है इसलिए दूसरे और तीसरे मामले के लिए भी Deq और Ds एक ही रहते हैं इसलिए Deq और Ds को समीकरण 34 मे सब्स्टिट्यूट करते है इसका अर्थ है यदि आप इसे समीकरण 34 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप Can 00242 भागित लॉग यह सब एक्स्प्रेशन के बराबर प्राप्त कर सकते हैं सरलीकरण के बाद यह यह सब माइक्रोफारड प्रति किलोमीटर आएगा तो यह समीकरण 40 है Can00242D13 d213 d116 d516r12 d313 d416 तो मूल रूप से एक फेस से न्यूट्रल के लिए यह एक बेलेन्स्ड सिस्टम है इसलिए b n Can Cbn Ccn सभी संख्यात्मक मानों सभी एक्स्प्रेशन आपके पास समान मान होंगे तो 3 फेस डबल सर्किट लाइन के लिए लाइन टू न्यूट्रल केपेसिटेन्स के लिए यह एक्स्प्रेशन है जिसे आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याद रखना लगभग असंभव है लेकिन क्योंकि d d c इन सभी d1 d2 को जिस तरह से आप ले जा सकते हैं आप अलग अलग तरीके अलग अलग शब्दावली यहाँ आएगी आपके नामकरण जो भी आप इसे लेते हैं वह आएगा इसलिए बेहतर यह है कि आपको इसे प्राप्त करना होगा और फिर आपको पता चलेगा कि इस कैपेसिटेंस का मान क्या है अब एक और बात यह है कि अगला एक अर्थ का कैपेसिटेंस पर प्रभाव है तो यह अर्थ का कैपेसिटेंस पर प्रभाव है यह आपका अर्थ प्लेन है यह मानते है कि यह 0 पोटैन्श्यल पर है और आपके पास यहां एक कंडक्टर है एक समान चार्ज समान रूप से वितरित किया गया है मान लें कि ये पॉज़िटिव चार्ज हैं तो एक एकल कंडक्टर अर्थ प्लेन 0 पोटैन्श्यल यहाँ है और आप हम उपयोग करेंगे इस इंट्रोड्यूस स्केलका मतलब कि आप उस इमेज चार्जेस को क्या कहते हैं तो अर्थ की उपस्थिति के प्रभाव को केल्विन द्वारा इंट्रोड्यूस्ड इमेज चार्जेस की विधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो यह एक फ़िगर 8ए फ़िगर 8ए एक एकल कंडक्टर को एक समान चार्ज वितरण के साथ दिखाता है और ऊँचाई h के साथ पूरी तरह से कंडक्ट करने वाले अर्थ प्लेन के ऊपर यह कंडक्टर ग्राउंड के ऊपर है वह ऊंचाई वास्तव में h है और आपको यह शामिल करना है और आपको पृथ्वी के प्रभाव को कॉल करना है कोई क्या कर सकता है वह यह है कि हम इसे एक इमेज कंडक्टर बना देंगे मान लें कि यह एक चार्ज q है हम एक और इमेज कंडक्टर लेंगे यदि यह एक प्लस चार्ज q है तब यह माइनस q होगा और यदि यह यहाँ से यहाँ तक h है तो आप कल्पना करेंगे कि यह भी ग्राउंड के नीचे है यह ऊँचाई h पर भी है तो कुल ऊँचाई यहाँ से यहाँ तक 2h है और वास्तव में केल्विन ने इस अवधारणा को पेश किया है इसलिए यदि हम यह मानते हैं कि यह कंडक्टर तो यह आपके पास एक पॉज़िटिव चार्ज q कूलाम्ब है यदि इसमें q कूलाम्ब है तो समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज माइनस q कूलाम्ब आपके इंड्यूस्ड अर्थ में इंड्यूस होता है जिसका अर्थ है यह यहाँ है हम मान लेंगे कि यदि यह q है तो यहाँ माइनस q होगा एक और बात यह है कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉज़िटिव चार्ज से उत्पन्न होती हैं जो कि आप जानते हैं और कंडक्टर पर और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होते हैं यही कारण है कि इसे इस तरह बनाया जाता है जैसे यह पॉज़िटिव चार्ज से उत्पन्न होता है मान लें कि यह एक पॉज़िटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है तो यह फिगर 8बी है इसका मतलब है यह एक अर्थ प्लेन और कंडक्टर की इमेज चार्ज से पता चलता है कि अर्थ इमेज कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो मूल कंडक्टर के सीधे नीचे स्थित है ठीक है तो प्लेन के ऊपर का इलैक्ट्रिक फील्ड समान है जिसका अर्थ है कि जो भी इलैक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ऊपर भी वही है अर्थात यदि आप इस से ऊपर के किसी भी 2 बिंदु के बीच पोटैन्श्यल लेने की कोशिश करते हैं यहां हम मानते हैं कि वे वास्तव में एक ही हैं इसलिए मैंने इसे बनाया है कि प्लेन के ऊपर का इलैक्ट्रिक फील्ड समान है क्योंकि यह तब है जब इमेज कंडक्टर के बजाय ग्राउंड मौजूद है इसलिए अर्थ के ऊपर किसी भी 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज समान है जैसा कि फिगर a और फिगर b मे है तो किसी भी 2 बिंदु के लिए आप जो भी वोल्टेज यहां लेंगे वह यहाँ भी होगा इसके उपर इसके उपर इस प्लेन के ऊपर कि कहीं भी कोई भी 2 बिंदु पर वोल्टेज समान होगा तो वोल्टेज समान होगा यह कैसे है कि इस इमेज कंडक्टर को देखते हुए आपको यह पता लगाना होगा कि कैपेसिटेन्स पर अर्थ का क्या प्रभाव है इस चीज को आप कैपेसिटेंस पर कहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अर्थ के प्रभाव को देखते हुए सिंगल फेस लाइन का कैपेसिटेंस प्राप्त करना है इसलिए हम यहां केवल सिंगल फेज वन 3 फेज वन दिखाएंगे जिसे हम इस को करने के लिए आपके पास छोड़ रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि सिंगल फेज लाइन में उनकी त्रिज्या r है ठीक है और वहाँ 2 कंडक्टर हैं यदि q1 चार्ज यहाँ q के बराबर है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ q2 माइनस q होगा और यह इमेज चार्ज यदि q1 q है तो यहाँ माइनस q होगा इसलिए हम q3 q1 q इमेज चार्ज ले रहे हैं यह इस एक का इमेज चार्ज है इसी प्रकार इस एक इमेज चार्ज के लिए यह एक है यह अर्थ प्लेन है यहाँ यह q2 q है जिसका अर्थ है इमेज चार्ज प्लस q होगा तो q4 q2 q ठीक है इसलिए इन 2 कंडक्टरों के बीच की दूरी d है इसलिए इमेज कंडक्टर के बीच की दूरी भी d है ग्राउंड की ऊंचाई h है इसलिए यह साइड भी h है तो पूरी तरह से 2h ठीक है पहले आपको कंडक्टर 1 और 2 के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस का पता लगाना होगा और आपके पास समीकरण 5 को लागू करना होगा इससे पहले हमने ज्ञात समीकरण 5 दिया है मैं एक बार फिर आपके लिए लिख रहा हूं यह चीज़ तो यह आपके 4 कंडक्टरों के लिए प्रभावी रूप से है क्योंकि यह निश्चित रूप से यह है कि यह 2 कंडक्टर सिंगल फेस है लेकिन 2 इमेज कंडक्टर यहाँ हैं तो आपको 4 कंडक्टरों पर विचार करना होगा तो यदि आप समीकरण 5 लागू करते हैं तो आम तौर पर इस 1 और 2 इन 2 कंडक्टरों के बीच वोल्टेज V12 क्या होगा आप लिख सकते हैं कि आप समीकरण 5 लागू कर सकते हैं यदि आप समीकरण 5 पर वापस जाते हैं तो मुझे यह देखने दें कि क्या मुझे जल्दी पता चल सकता है समीकरण 5 सिर्फ 1 मिनट बस होल्ड करें यह समीकरण 5 यह वास्तव में समीकरण 5 है यह सामान्य फॉर्मूला Vki12πϵ0 है वह m 1 से nqmDimDkm वोल्ट के बराबर है ठीक है तो यहां 4 कंडक्टर हैं जिनमें 2 इमेज कंडक्टर शामिल हैं तो n 4 है ठीक है और आपको पता लगाना होगा कि k 1 I 2 के बराबर है अर्थात V12 है तो यहाँ आपके यहाँ वही 12πϵ0 1 से 4 के बराबर है और यहाँ यह k के बराबर है और यह 1 के बराबर है और I 2 के बराबर है इसका मतलब है k 1 के बराबर है यह d1m है अगर I 2 के बराबर है तो d2m ठीक है इसलिए यह समीकरण बन जाता है समीकरण 5 12πϵ0 बन जाता है m 1 से 4 qmD2mD1m के बराबर है अब आप इसे विस्तारित करते हैं यदि आप इसे विस्तारित करते हैं तो यह आएगा V1212πϵ0q1D21D11 q2D22D12 q3D23D13 q4D24D14 यह समीकरण 41 है अब d11 d22 r कंडक्टर की त्रिज्या और d12 बराबर है और d12 d21 d के क्योंकि r की तुलना में d बहुत बड़ा है तो यही कारण है कि d12 d21 D अब d23 और d14 वे समान हैं जो d23 है d23 मेरा मतलब है यह विकर्ण और d14 यह विकर्ण और यह विकर्ण d23 और d14 बराबर है यह मूल रूप से अंडर रूट d स्कवेर और यह 2h के बराबर है यह 2h है तो अंडर रूट d स्कवेर प्लस 2 h होल स्कवेर का मतलब है कि d24h2 यही कारण है कि d23d14 4h2d2 है और d13d34 d132h बराबर है d242h के जो d13d242h है अभी यहाँ सब कुछ परिभाषित है सब कुछ q1 q2 q3 q4 परिभाषित किया गया है इसलिए q1q q2 q q3 q और q4 q तो इन सभी चीजों को आप समीकरण 41 में सब्स्टिट्युट करते हैं यहां आप सब्स्टिट्युट करते हैं और सरल बनाते हैं इसलिए आपका V12 बराबर है सब्स्टिट्युशन के बाद यह इस तरह आएगा V1212πϵ0qdr qrd q4h2D22h q2h4h2D2 तो इसलिए V12 2πϵ0 के बराबर है यह सरलीकरण के बाद 2qdr 2q2h4h2D2 आएगा इसलिए V12 आपके qπϵ02Dhr4h2D2 के बराबर है तो यह 2 यह 2 और यह 2 इस 2 को कॉमन लिया जाएगा यह 2 इस 2 को कैन्सल कर देगा तो और यदि आप इसे ln करते है तो यह मूल रूप से2Dhr4h2D2 होगा इसलिए V12qπϵ0Dr1 D24h2 12 वॉल्ट यह समीकरण 42 है तो यह वोल्टेज की बात है अगर यह है कि अगर अर्थ इफेक्ट नहीं है तो ग्राउंड का प्रभाव नहीं है तो पहले यह सिर्फ Dr था लेकिन अब यह r गुणित 1 D24h2 12 अर्थात इस कारक को r से गुणा किया गया था इसलिए C12qV12 C12πϵ0Dr1 D24h2 12 फैराड प्रति मीटर के बराबर है यह समीकरण 43 है अब आप इसे लॉग में परिवर्तित करते हैं फिर प्राकृतिक लॉग के बजाय C1200121Dr1 D24h2 12 माइक्रोफ़ारड प्रति किलोमीटर यह समीकरण 44 है अब समीकरण 44 में यह देखा जा सकता है कि अर्थ की उपस्थिति रेशिओ r को r गुणित 1 D24h2 12 में संशोधित करती है तो इससे पहले अगर अर्थ का प्रभाव वहाँ नहीं था तब यह केवल r था लेकिन अब इस अर्थ के साथ एक कारक गुणा किया जाता है जो 1 D24h2 12 है हालाँकि यह D24h2 टर्म वास्तव में बहुत छोटा है और इसलिए लाइन कैपेसिटेंस पर अर्थ का प्रभाव नगण्य है वास्तव में यह टर्म D24h2 है क्योंकि यह कंडक्टर आपके ग्राउंड के बहुत ऊपर है इस d की तुलना में क्योंकि d 2 कंडक्टर के बीच का स्पेस है और h कंडक्टर की ग्राउंड से हाइट है तो D24h2 बहुत छोटा होगा यही कारण है कि इसका प्रभाव नगण्य है तो यह आपके सिंगल फेज लाइन के लिए है इसलिए 3 फेस के लिए मैं सुझाव दूंगा कि आपको अपने आपसे करने की कोशिश करनी चाहिए अब उस उदाहरण पर आते हैं तो यह फिगर 10 है 3 फेस बंडल कंडक्टर 3 फेस बंडल्ड कंडक्टर तो फिगर 10 से पता चलता है कि पूरी तरह से ट्रांसपोस्ड 50 हर्ट्ज 250 किलोमीटर लंबी 3 फेज लाइन50 hertz 250 kilometer long 3 phase line में एड्जेसेंट कंडक्टर के बीच फ्लेट हॉरिजॉन्टल फेस स्पेस 10 मीटर है अगर बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है मतलब कि यह कहा जाता है कि यह सेंट्रल स्ट्रैंड है और इसके चारों ओर 6 और हैं लेकिन बाहरी त्रिज्या यहां बिना प्रश्न के r है या और कुछ भी तो अगर बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है जो दिया गया है और लाइन वोल्टेज 220 kV है तो आपको प्रति फेस चार्जिंग करंट और लाइन कैपेसिटेंस द्वारा आपूर्ति की गई कुल रिएक्टिव पावर मेगावार में निर्धारित करना होगा क्योंकि जब भी आप विचार करते हैं कि आपलाइन कैपेसिटेंस चार्जिंग कैपेसिटेंस पर विचार करते है तो मूल रूप से यह वास्तव में रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करता है तो विशेष रूप से लंबे समय तक ट्रांसमिशन के लिए हाइ वोल्टेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको चार्जिंग कैपेसिटेंस पर विचार करना होगा इसका मतलब है कि यह रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करता है तो इसका मतलब है आपको लाइन कैपेसिटेंस द्वारा आपूर्ति किए गए रिएक्टिव पावर का मेगावार में पता लगाना होगा तो इस मामले में यह बंडल्ड कंडक्टर का कोन्फ़िगरेशन है लेकिन aa प्रत्येक फेस में आपके 2 ऐसे कंडक्टर हैं aa bb cc तो इन 2 के बीच दूरी 04 मीटर है यहाँ भी यहाँ भी वही है और यह दूरी 10 मीटर और 10 मीटर है ठीक है तो इसलिए यह ऐसा है जो हमें करना है वह सबसे पहले बाहरी त्रिज्या को दिया गया है तो यह पहले से ही दिया गया है बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो यह 0012 मीटर है और यह d है d को दिया हुआ है यह 04 मीटर के बराबर है इन aa या bb या cc d 04 मीटर और इसके बाहरी त्रिज्या का मतलब है कि आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है तो सीधे यह दिया जाता है कि 0012 मीटर और अब आपको Ds का पता लगाना होगा तो बाहरी त्रिज्या हम r0 ले रहे हैं इसलिए Ds r0 गुणित r0 d रूट ओवर वास्तव में यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि Ds क्या होगा तो मूल रूप से यह आपका Dsr0dr0d14 1 भागित 4 मूल रूप से यह daa गुणित da है फिर daa गुणित daa तो मूल रूप से यह r0d की शक्ति ¼ है इसलिए यह आपका r0d12 है तो यही कारण है कि Dsr0 यह एक गुणित 04 है तो यह 00693 मीटर है अब Deq पहले हमने देखा है dabdacdca13 इसलिए इस कोन्फ़िगरेशन की सिमेट्री से dab dbc होगा लेकिन dca अलग होना चाहिए तो dab बराबर है सभी संभावनाओं को लेते हुए कि dab जो की दूरी dab गुणित dab फिर dab गुणित dab है तो इस तरह से यह dab यहां आपके केंद्र के बराबर होगा केंद्र से केंद्र को मध्य बिंदु दिया जाता है बल्कि इन 2 कंडक्टर के मध्य बिंदु और इन 2 को दिया जाता है अर्थात dab वास्तव में 10 मीटर के बराबर मेरा मतलब है a से b 10 मीटर है इसलिए dab आपके 10 मीटर के बराबर है और dab d a से b डैश a से b a से b 10 मीटर है और b से b 04 है तो इसलिए dab 104 इसी तरह से dab यदि आप dab लेते हैं जो कि यहाँ है तो यहाँ ab है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक यह आपका है जिसे आप कॉल करते हैं यह आपका केंद्र से केंद्र 10 मीटर है तो यह आपको a से b का पता लगाना है तो यह मध्य बिंदु है तो यह 02 है और यह 02 है तो यह 10 02 02 होगा जो कि आपका 96 है यही कारण है कि यह dab 96 है और फिर से dab ab एक ही बात ab फिर से 10 मीटर है तो यह 10 की शक्ति ¼ है क्योंकि यहाँ 4 दूरियां हैं तो 9995 मीटर के बराबर है और dbcdab9995 मीटर तो इसी तरह आपका dbcdab दोनों सिमेट्री से समान है a b से b c समान अब आप गणना करते हैं इसी तरह आप dca की गणना करते हैं इसलिए यदि आप dca की गणना करते हैं तो यह dca गुणित dca dca गुणित dca होगा इसी तरह सभी दूरियां dca 20 होगी इस फिगर से आपको यह पता चलेगा कि dca 20 मीटर - तब dca196 और dca 204 और dca 20 की शक्ति ¼ जो की 19997 मीटर के बराबर है इसके बाद आप Deq 9995 गुणित 9995 गुणित 19997 की शक्ति 13 की गणना करते हैं जो कि 12594 मीटर के बराबर है जो की Deq है लेकिन अगर आप यह देखते हैं कि Deq के लिए अनुमानित मूल्यों की गणना की जा सकती है जो सटीक मूल्य के बहुत करीब है अगर हम यह मानते हैं कि आप इस सब को नजरअंदाज करते हैं अगर हम यह मान लें कि इस 04 को घटाने के बजाय और यदि आप 10 10 को 20 में ले लेते हैं तो मेरा मतलब है कि यदि आप डाइग्राम को देखते हैं कि यदि आप यह लेते हैं कि यह 10 है यह 10 है और इन 20 के बीच यदि आप लेते हैं तो आप यह पता करेंगे कि 10 20 एक तिहाई 12599 मीटर के बराबर है और यह एक हमें वास्तव में 12599 मिला है और यह एक आपको 12594 मिला है तो 599 और 594 लगभग कोई डिफ्रेंस नहीं है यह लगभग 126 मीटर है यह भी लगभग 126 मीटर है शायद ही कोई अंतर हो लेकिन क्लास रूम उद्देश्य या संख्यात्मक उद्देश्य से आपको इसे हल करना होगा लेकिन शोध के उद्देश्य से आप इसे ले सकते हैं तो यह आपका है जो निश्चित रूप से कोई अंतर नहीं है ठीक है लेकिन आपको यह देखना होगा कि वे लगभग समान हैं लेकिन वैसे भी यदि आप अब समीकरण 34 को लागू करते हैं तो Can आप 00242log DeqDs माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर आप Deq और Ds यहाँ सब्स्टीट्यूट करते हैं यह सब आपको प्राप्त होगा Can 00107096 माइक्रोफारड प्रति किलोमीटर के बराबर होगा यदि आप फैराड 2677 10 6 फैराड में लिखते हैं क्योंकि आपकी लाइन की लंबाई 250 किलोमीटर है मुझे लगता है जब हमने लिया था कि लाइन की लंबाई 250 किलोमीटर है तो यह आपका माइक्रोफारड प्रति किलोमीटर है कि यह मान आपको 250 से गुणा करना है तो यह आपका 2677 10 6 फैराड होगा तो चार्जिंग करेंट I jωCanVline to neutral वोल्टेज के बराबर है क्योंकि आप Can ले रहे है तो लाइन से न्यूट्रल कैपेसिटेंस गुणित VL जो लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज है और j केर कैपेसिटेंस आपके आम तौर पर इंजेक्टिंग लिडिंग करंट है तो jωCanVLN तो I चार्जिंग का मेग्नीट्यूड j के बराबर है यहाँ नहीं होगा क्योंकि यह मेग्नीट्यूड CanVline to neutral है तो V लाइन से न्यूट्रल है अगर आपका Van रेफ्रेंस फेसर है इसके बाद यह Van एंगल 0 होगा इसलिए V मॉड मेग्नीट्यूड Van2203 किलो वॉल्ट के बराबर है क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको 220 KV दिया जाता है इसलिए 2203 क्योंकि आपको लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज VLN की जरूरत है फिर चार्जिंग करेंट का मेग्नीट्यूड चार्जिंग करेंट का मेग्नीट्यूड 2ω 2πf2677710 62203 किलो एम्पियर प्रति फेस के बराबर है तो I चार्जिंग करेंट 01068 किलो मीटर प्रति फेस होगा अब qc 3 फेस cnVline to line वोल्टेज स्क्वायर के बराबर है तो मूल रूप से यह V2 सामान्य तौर पर V2Xc Xc1ωc है तो यहां भी यह आपके V लाइन से लाइन स्क्वायर के बराबर है आपके X Xc Can तो वास्तव में 1Can यह आपके पास जाएगा जिसे आप अंश कहते हैं तो ωCanVLL2 सब्स्टीट्यूट ω2πf आपका Can भी 26710 6 और VLL 2202 MVAR है यह वास्तव में 4070 MVAR है तो इतना VAR इंजेक्ट किया है